डिजाइन फॉर असेंबली के अगले व्याख्यान में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग में दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है पहली फेब्रिकेशन और दूसरी असेंबली और अब तो लोग भी धीरे धीरे यह मानने लगे हैं कि यदि आप असेंबली को ज्यादा महत्व देते हैं तो ज्यादा पार्ट्स का उपयोग करना पड़ता है और वहां पर डिफेक्ट्स की संभावनाएं भी ज्यादा होती है इसलिए लोग अब इस प्रकार के तरीके खोज रहे हैं जिससे कि ऐसा उत्पाद बनाया जा सके हैं जो कि असेंबली मुक्त हो या जिसमें हम पार्ट्स की संख्या को कम कर सके पार्ट्स को छोटी सबअसेंबलीज में बदला जा सके और हर सब असेंबली में न्यूनतम पार्ट्स हो ताकि असेंबली दोष रहित हो एक और चीज जो लोग और कंपनियां मानने लगे हैं वह यह है कि यदि हम असेंबली की प्रक्रिया करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हमें अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा अब कंपनियो ने धीरे धीरे डिजाइन फॉर असेंबली के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है और असेंबली की प्रक्रिया को पूरी तरीके से कस्टमर के ऊपर छोड़ दिया है उदाहरण स्वरूप जब हम कोई छत वाला पंखा खरीदते हैं तो हम इसे अलग अलग पार्ट्स में खरीदते हैं और फिर हम इसकी असेंबली करते हैं जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है आज जब आप एक मॉड्यूलर किचन खरीदते हैं तो आप इसे पार्ट्स के रूप में खरीदते हैं और फिर इसकी असेंबली करते हैं जब आप कोई डेक्सटॉप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वह आपको दो अलग अलग रुप में मिलता है असेंबल्ड और अनअसेंबल्ड रूप में तो यदि आप उसमें सभी चीजें चाहते हैं तो इसके लिए आपको असेंबली की ओर जाना चाहिए इस प्रकार से लोगों ने अब निर्माता के निर्णय की बजाए उपभोक्ता के निर्णय पर फाइनल प्रोडक्ट की असेंबली करना प्रारंभ कर दिया है तो अगला टॉपिक है डिजाइन फॉर असेंबली जिस पर आजकल कंपनियां बहुत महत्व दे रही है ताकि उनके प्रोडक्ट ज्यादा विश्वसनीय हो रिपीटेबल हो और परिवहन खर्चा भी कम किया जा सके तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजाइन फॉर असेंबली फिर असेंबली के विभिन्न तरीकों के लिए दिशानिर्देश फिर असेंबली की डिजाइन का मूल्यांकन करने के तरीके देखेंगे इसके बाद डिजाइन फॉर डिसअसेंबली डिसअसेंबली प्रोसेस प्लानिंग दोष युक्त पार्ट्स वाले किसी प्रोडक्ट के लिए डिसअसेंबली सीक्वेंस प्लानिंग और फिर अंत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में DFMA को लागू नहीं करने के कारणों को समझेंगे असेंबली प्रोसेस क्या है यह किसी उत्पाद की असेंबली डिजाइन मापदंडों पर निर्भर करती है जो कि गहन और व्यापक दोनों हैं ऐसे डिजाइन मापदंडों के उदाहरणों में शामिल हैं आकृति आकारपदार्थ अनुकूलताफ्लैक्सिबिलिटी और थर्मल कंडक्टिविटी लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है किसी उत्पाद की असेंबली डिजाइन मापदंडों पर निर्भर करती है जो कि गहन और व्यापक दोनों हैं यही असेंबली प्रोसेस की परिभाषा या अर्थ है यदि आप एक कार की पूरी असेंबली को देखते हैं तो आप देखते हैं कि अंडर बॉडी को एक पैलेट पर रखा गया है और यह एक कन्वेयर पर चल रहा है और दिलचस्प बात यह है कि कार असेंबली या ऑटोमोबाइल असेंबली या पिज्जा असेंबली में जहाँ पर उत्पादन दर बहुत अधिक होती है वे ऑटोमेटेड असेंबली लाइन का उपयोग करते हैं ऑटोमेटेड असेंबली लाइन में उत्पादन दर को बनाए रखने के लिए वे हमेशा इसे एक कन्वेयर के द्वारा ले जाते हैं इस कन्वेयर में आप एक फिक्सर लगाते हैं और पार्ट को पकड़ते हैं तो यहां पर आपका पार्ट और कुछ नहीं है बल्कि अंडर बॉडी या कार का चेसिस है जो कि एक पैलेट या फिक्सर पर लगा हुआ है अब यह एक फिक्सर पर रखा हुआ है और एक नियत गति से चलता है आप दो चीजें कर सकते हैं या तो इसे आप निरंतर गति दे सकते हैं या असतत गति दे सकते हैं जब मैं कहता हूं असतत तो इसका मतलब है कि यह एक स्टेशन पर पहुंचता है और एक सीमित समय के लिए उस स्टेशन पर रहता है और फिर अगले स्टेशन पर जाना शुरु कर देता है इसलिए जब आप ऐसा करते हैं तो सभी स्टेशनों का पूरा साइकिल टाइम संतुलित होना चाहिए इन्वेंट्री और ऑपरेशन दोनों के संदर्भ में संतुलित होना चाहिए तोअबआप बॉडी को देखते हैं यह लेफ्ट साइड है और यह राइट साइड जिस पर काम किया जा चुका है दिलचस्प बात यह है कि कार असेंबली में कन्वेयर इस तरह से चलता है और लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड भी विभिन्न कार्य एक साथ होते हैं आपके पास यहां इन्वेंटरी हो सकती है यहां एक ऑपरेटर हो सकता है यहां भी एक ऑपरेटर हो सकता है यह राइट साइड के सभी काम करता है यह लेफ्ट साइड के सभी काम करता है और कन्वेयर सभी पार्ट्स के साथ आगे बढ़ता रहता है इस प्रकार यदि आप देखते हैं कि यह बॉडी साइड है जो चेसिस के अंडर बॉडी के साथ जुड़ी हुई है यह दोनों साइड पर किया जाता है तो फिर कन्वेयर अगले चरण में जाता रहता हैजहां पर यह असेंबल होता है इस स्थान पर स्पॉट वेल्डिंग या वेल्डिंग की जाती है और अगले स्टेशन पर वेल्डिंग ऑपरेशन कर सकते हैं फिक्सर्स लगा दिए जाते हैं ताकि आप सभी फास्टनरों को कस सकें और फिर यह बोनटछत और हुड के लिए आगे बढ़ता है आप इन तीन भागों को यहां लाकर लगा सकते हैं या यहां केवल छत है और फिर कन्वेयर अगले स्टेशन पर चला जाता है जहां आपके पास डेक लीड है जिसे यहां लगा दिया जाता है और आपके पास हुड है जो शीर्ष पर आता है हुड यहां आता है और फिर डेक लीड यहां आता है या इसे डिकी या डेक लीड कहा जाता है क्योंकि भारत में बोलचाल की भाषा में हम हमेशा इसे डिकी कहते हैं तो आपके पास डेक लीड है और यहां हुड है इसे असेंबल्ड किया गया है और अब जो आप देख रहे हैं वह आपको कार का खोल ही दिख रहा है और अब वे इंजन और अन्य घटकों को जोड़ना शुरु करते हैं तो यह तब हो सकता है जब कार बनाई जाती है या पूरी सफेद बॉडी असेंबली हो सकती है और फिर आप इंजन और अन्य कामकाजी कार्यात्मक भागों को इसमें लगाना शुरू करते हैं और फिर आपकी टायर फिक्सिंग और अन्य चीजें आती हैं इसलिए यह एक पूर्ण असेंबली लाइन है दूसरी ओर यदि आप पिज्जा कॉर्नर या पिज्जा हट को देखते हैंजहां एक ही स्टेशन पर असेंबली की जाती है और फिर इसे भट्टी से गुजारा जाता है जब यह भट्टी से गुजरता है वहां एक समयावधि होती है और तापमान और ऊष्मा का समय निर्धारित होता है और फिर आपको जो मिलता है वह पार्ट्स की एक अंतिम असेंबली है आपके पास एकल स्टेशन असेंबली हो सकती है आपके उत्पादों के आधार पर आपके पास कई स्टेशन असेंबली भी हो सकती हैं और हर प्रक्रिया के लिए अलग साइकिल टाइम का होना ही असेंबली लाइन की सुंदरता है मान लें कि यदि एक स्टेशन अपना उत्पादन बंद कर देता है संपूर्ण असेंबली लाइन अपना उत्पादन रोक देती है क्योंकि कन्वेयर दोषपूर्ण भाग के साथ अगले स्टेशन पर नहीं जा सकता है या यदि कोई दोष जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं उसे आगे जाने की अनुमति नहीं होती है इस दोषपूर्ण कार पर आगे के सभी ऑपरेशन नहीं होंगे और कार दोषपूर्ण होने के कारण री वर्क के लिए भेज दी जाएगी यह भी संभव हैकि वहां केवल एक विशेष प्रकार का दोष हो और जो लगातार दोहराया नहीं जा रहा हो तो वे कहते हैं कि इसे जाने दो डिफेक्टिव कार को री वर्क के लिए बाहर निकाल देंगे लेकिन बाकी कार आगे जाने देंगे मान लीजिए कि अगर मेटल वर्किंग ऑपरेशन में कोई बड़ी खराबी है जैसे कि कोई छेद हो गया है या उसमें निशान बन जाते हैं तो सभी कारों पर फिर से रिवर्क किया जाता है और बाकी असेंबली के लिए कार हर स्टेशन से गुजरेगी निर्धारित समय के लिए रुकेगी लेकिन कार पर कोई काम नहीं होगा डिसअसेंबली क्या है व्यवस्थित रूप से असेंबल्ड प्रोडक्ट में से एक एक पार्ट निकालने की एक क्रमागत प्रक्रिया है यहबहुत दिलचस्प है जब आप डिसअसेंबल करते हैं तो आपको बहुत व्यवस्थित होना चाहिए मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने पूरे उत्साह के साथ एक टेप रिकॉर्डर आईडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया थामुझे लगा कि मैं इसे फिर से री असेंबल कर पाऊंगा लेकिन मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि इसमें बहुत सारे भाग हैं जो कि क्रमागत तरीके से जुड़े होते हैं इसका मतलब है कि इससे बचने के लिए स्क्रू जो लेफ्ट हैंड का है उसे लेफ्ट हैंड में और जो राइट हैंड का है उसे राइट हैंड में जाना चाहिए तब मुझे इसके महत्व का एहसास नहीं था मैंने बस सभी को कागज के एक टुकड़े में डाल दिया और अलग रख दिया और फिर इसे असेंबल करना शुरू कर दिया तब मुझे समस्या का एहसास हुआ मेरे पिताजी ने मुझे व्यवस्थित तरीका सिखाया और बताया आपको क्या करना है आपको एक कागज लेना है उस कागज पर एल मार्क बनाना है अब आप अपने लेफ्ट से जो भी पार्ट निकालते हैं उस पर एल मार्क बनाना है और कागज पर एल मार्क पर रखना है इसलिए जब आप इसे असेंबल कर रहे हैं तो यह एक के बाद एकएक के बाद एक कर के किया जाता है और इस तरह उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि आपके पास सिस्टम असेंबली होनी चाहिए उदाहरण के लिए यदि सबसिस्टम असेंबली S1 है तो कृपया उस पर लेफ्ट हैंड असेंबली S1 लिख लें यह इसे डिसअसेंबल करने का एक व्यवस्थित तरीका है या एक व्यवस्थित रूप से असेंबल किया गया पार्ट है डिसअसेंबली की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है आज आप एक कार में टायर देख सकते हैं जब इसकी हवा निकल जाती है तब इसमें असेंबलिंग और डिसेसेंबलिंग में बहुत कम समय लगता है आजकल तेजी से कसने वाले नट्स का उपयोग किया जाता है इन सभी चीजों को डिसअसेंबली प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया है यह प्रोडक्ट डिसअसेंबल किए जा सकते हैं ताकि इनका रखरखाव किया जा सके इनकी सर्विसिएबिलिटी बढ़ाई जा सके और उनका री यूज रीमैन्युफैक्चर व रीसायकल हो सके इसलिए कई बार आपके पास एक प्रोडक्ट होता है तो मैं इस प्रोडक्ट को कई असेंबलीज S1 S2 S3 S4 और S5 में विभाजित करूंगा तो यदि आप इसे देखते हैं यदि प्रोडक्ट अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी सबअसेंबलीज फेल हो गई है हो सकता है कि सिर्फ S4 फेल हुई हो तो एक तरीका यह होता है कि आप इसकी सर्विस करें या इसे इस पार्ट को बदल दे और उसी प्रोडक्ट का उपयोग करते रहे दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप उन पार्ट्स या सबअसेंबलीज को अलग करना प्रारंभ कर दें जो कि ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं और उनका नुकसान होने से बचा सकते हैं नए प्रोडक्ट में लगा सकते हैं और फिर इसका उपयोग कर सकते हैं तो इसे हम री यूज़ कहते हैं रीसाइक्लिंग का मतलब होता है कि आप इसे बाहर निकाल ले और फिर आप इससे रॉ मटेरियल बनाने की कोशिश करें और उस रॉ मैटेरियल पर प्रोसेस करके आप एक नया पार्ट बना ले तो यहां पर रॉ मैटेरियल एक ऐसा मैटेरियल होता है जो कि पहले उपयोग किया जा चुका है या मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है जोकि रिसाइकल है री मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसमें हम तरीका बदलते हैं इसे अलग अलग टुकड़ों में काटते हैं या कुछ बदलाव करते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं तो आज के समय के यह तीन उद्देश्य है जब प्रोडक्ट बाजार में बेचा जाता है तो इनकी सबअसेंबलीज पर अलग अलग वारंटी दी जाती है 7 वर्ष की वारंटी 2 वर्ष की वारंटी 10 वर्ष की वारंटी 6 वर्ष की वारंटी दी जाती है और पूर्ण प्रोडक्ट पर 2 वर्ष की वारंटी दी जाती हैलेकिन अलग अलग सबअसेंबलीज को अलग अलग समय की वारंटी दी जाती है इसलिएअब कंपनी का कहना है कि यदि आप वारंटी अवधि के भीतर वापस आते हैं और मुझे सभी सबसेंबली वापस दे देते हैं तो नए प्रोडक्ट पर मैं एक छूट दूंगा और मैं आपको एक नया प्रोडक्ट दूंगा और कंपनी इन उत्पादों को रीसाइक्लिंग या पुन उपयोग में लेने की कोशिश करती है इसलिए अब असेंबलिंग और डिसैम्बलिंग की अवधारणा को लागत में भी एकीकृत किया जा रहा है इसलिए जब हम शीट मेटल पार्ट की बात करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं डिडक्ट स्लॉट मैन्युफैक्चर स्लॉट पैरामीटर्स और इश्यूज और फिर हम इसे देखते हैं हम इन जानकारियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यहां यह सभी बेंड पैरामीटर्स और अलाउंस है तब सभी पैरामीटर अलाउंस और छिद्रों के बीच की दूरी व अन्य फीचर्स को हम इस हिस्से में देखने की कोशिश करते हैं और फिर कई बेंड्स और मैन्युफैक्चरिंग की चुनौतियां देखते है तो यहाँ अगर आप पूरे भाग को या 1 2 3 4 5 6 भाग को देखते हैं तो यह सभी भाग एक ही भाग में एकीकृत हो रहे हैं और यह मेटल फॉर्मिंग शीट द्वारा किया जाता है इसलिए मेटल फॉर्मिंग शीट में वे पहले सभी ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं फिर वे सभी शीयरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं फिर वे सभी बेंडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं तो यह उत्तरोत्तर किया जा सकता है या यह अगले स्टेशन में किया जा सकता है फिक्सचर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है तो यह पूरी तरह से मेटल शीट के बारे में है जिसमें डिजाइन फॉर असेंबली का अनुसरण किया जाता हैं तोआप कई बैंड और मैन्युफैक्चरिंग की चुनौतियां देख सकते हैं इस हिस्से को पूरी तरह से दूसरे रूप में मोड़ दिया गया हैं और फिर फीचर्स के बीच की दूरी को काटा जाता है यहां यह कटआउट है फिर यहां हेम पैरामीटर जोकि कुछ भी नहीं बस एक बैंड पैरामीटर है तो जो यहां हम प्रविष्टि या फिक्सिंग के लिए उपयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि असेंबली फॉर डिजाइन का उपयोग किया जाता है तो पार्टस की संख्या कम हो जाती है सब कुछ एक ही भाग में एकीकृत हो जाता है जो दूसरा विकल्प है मैं उस जटिल तरीके को नहीं करना चाहता हूंजिसमें सभी भागों को अलग अलग बनाता हूं और फिर वेल्डिंग करता हूं और फिर मैं इसे असेंबल करता हूं इस तरीके में अगर एक भी पार्ट खराब हो जाता है तो यह तरीका असफल हो जाता है तो जब हम परिभाषा की बात करते हैं डिजाइन फॉर असेंबली प्रोडक्ट को सरल बनाने का प्रयास करती है ताकि असेंबली की लागत कम की जा सके नतीजतन प्रोडक्ट डिजाइन में DFA सिद्धांतों के अनुप्रयोगों द्वारा आमतौर पर गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार और उत्पादन उपकरण और पार्ट्स की संख्या में कमी आती है उदाहरण के लिए यदि आपके पास बोल्ट पर माउंट होने के लिए एक स्क्रू है एक स्क्रू या एक बोल्ट का उपयोग एक नट के साथ कुछ असेंबलिंग ऑपरेशन में किया जा रहा है यदि आप यहाँ देखें तो फासनिंग के लिए आपको पहले एक पार्ट की आवश्यकता होती है फिर दूसरे पार्ट की फिर तीसरे पार्ट की आवश्यकता होती है अगर मैं डिजाइन फॉर असेंबली का उपयोग करना चाहता हूं और पार्ट्स की संख्या को कम करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा तो मैं इन नट्स को हटा दूंगा और इनकी जगह पार्ट्स में ही इंटरनल थ्रेड बना दूंगा तो अब क्या होता है बोल्ट को नट के उपयोग के बिना इस आधार पर लगाया जा रहा है इस प्रकार हमने पार्ट कम कर दिया है और यह संपूर्ण प्रोडक्ट विफलता को कम करता है इसलिए हम हमेशा होल के अंदर एक थ्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हैं और फास्टनर का उपयोग करने के बजाय सीधे इस हिस्से को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं तो जब हम डिजाइन फॉर असेंबली का उपयोग करते हैं तो इसका परिणाम बेहतर गुणवत्ता विश्वसनीयता और प्रोडक्शन इक्विपमेंट व पार्ट इन्वेंटरी में कमी के रूप में मिलता है ये सभी चीजें एक कुशल प्रोडक्ट की ओर ले जाती हैं यह बार बार देखा गया है कि ये अतिरिक्त लाभ अक्सर असेंबली में लागत में कमी को कम करते हैं इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं यदि आप डिजाइन फॉर असेंबली का पालन करते हैं तो प्रोडक्ट में सुधार हो रहा है और लागत भी कम हो रही है तो अब असेंबली के विभिन्न तरीकों की बात करते हैं इसे मैन्युअल असेंबली कहा जाता है तो इस मैन्युअल असेंबली में क्या होता है आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट होता है यह कन्वेयर बेल्ट स्टेशन से स्टेशन चलता है और लोग असेंबली करने का काम करते हैं वास्तव में वह पार्ट्स को रखते हैं और हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से धक्का देते हैं या सिर्फ असेंबली करते हैं और असेंबली लाइन पर सोल्डरिंग का काम कर रहे हैं तो इस प्रकार मैनुअल असेंबली में हाथों से ऑपरेशन किया जाता है या यह किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है ऑपरेशन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है लेकिन कनवेयर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चलता रहता है इसमें पार्ट्स शामिल होते हैं जो वर्क बेंच पर भेज दिए जाते हैं जहां पर इन अलग अलग कंपोनेंट की असेंबली करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है सामान्य तौर पर वर्कर अपनी सहूलियत के लिए हैंड टूल्स का उपयोग करते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा आप पार्ट्स को जोड़ने के लिए एक छोटी प्रेस का उपयोग कर सकते हैं और फिर इसे अंदर की ओर दबाते है यदि आपके पास श्रिंकफिट नहीं है तो आप सिर्फ ऐसा कीजिए और आउटपुट देने का प्रयास कीजिए आम तौर पर विशाल असेंबली इस तरह की जाती है यदि आप बहुत छोटे बियरिंग्स की असेंबली करना चाहते हैं तो वे इसे ऐसे ही करते हैं और कई सजावटी कार्य मैनुअल असेंबली लाइन से किए जाते हैं यह एक पूर्ण स्वचालित असेंबली लाइन है यदि आप अधूरी ऑटोमेटिक असेंबली लेन को देखते हैं तो पहली बात यह है कि वे यूनिडायरेक्शनल असेंबली का अनुसरण करती है इसका मतलब यह है कि इस हिस्से को नीचे के सिरे पर बंद किया जाएगा और बाकी हिस्सों को ऊपर से केवल एक दिशा में असेंबल किया जाएगा और यह असेंबली को बहुत आसान बनाता है यह विधि या तो सिंक्रोनस इंडेक्सिंग मशीन और पार्ट फीडर या नॉन सिंक्रोनस मशीन का उपयोग करती है जहां भागों को एक मुक्त ट्रांसफर डिवाइस द्वारा नियंत्रित किया जाता है सिंक्रोनस इंडेक्सिंग मशीन का मतलब है कि फीडर द्वारा पार्ट्स को चलाया जाता है यह मैन्युअल रूप से नहीं चलाया जाता है आपके पास एक शूट होना चाहिए उस शूट में सभी पार्ट्स रखे जाते हैं इसके बादसभी पार्ट्स को एक के बाद एक गिरा दिया जाता है यह आवश्यक स्थान पर गिरता है और फिर आप असेंबल करने के लिए एक रोबो या मैन रोबोट का उपयोग कर सकते हैं या आप कुछ अन्य स्वचालित उपकरणों का उपयोग भी कर सकते हैं नॉन सिंक्रोनस मशीनें वह होती है जिनमें साइकिल टाइम प्रत्येक ऑपरेशन के लिए अलग होता है आप यहां आप पार्ट्स को मुक्त स्थानांतरण के लिए पार्ट्स को फ़ीड कर सकते हैं इसलिए यह ऑटोमेटिक असेंबली है यह रोबोटिक असेंबली है यह एक एकल रोबो या कई स्टेशन रोबोट असेंबली सेल का रूप ले सकता है जिसमें पीएलसी की मदद से एक साथ सभी गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित किया जा सकता है पीएलसी एक प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर है जो बताता है कि पहले यह ऑपरेशन होगा फिर वह ऑपरेशन तीसरे पर होगा फिर चौथा ऑपरेशन होगा फिर पांचवा ऑपरेशन होगा और यदि पहले या दूसरा ऑपरेशन में कोई परेशानी होती है तो वह आपातकालीन स्टॉप ले लेता है और फिर वहां आप समय के साथ क्रमबद्ध करने की कोशिश करते हैं मैं कहना चाहूँगा कि आप समय के सापेक्ष क्रमबद्ध करते हैं तो आप इसे शुरू कर सकते हैं तो यह एक रोबोट असेंबली है तो यह एक एकल रोबो या कई स्टेशन रोबोट असेंबली सेल का रूप ले सकता है जिसमें पीएलसी या कंप्यूटर की मदद से एक साथ सभी गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित किया जा सकता है तो उत्पादन के प्रकार मात्रा और लागत के आधार पर असेंबली के विभिन्न तरीके होते हैं हम अलग अलग विधि चुनने की कोशिश करते हैं जो मैन्युअल रोबोटिक ऑटोमेटिक और अन्य प्रकार के हैं तो हम देखते हैं कि आप इसे कैसे चुनते हैं तो यह प्रति उत्पाद असेम्बली लागत है यह मैनुअल असेंबली होने जा रही है यह मेंटेनेबिलिटी है ऑटोमेटिक असेंबली के लिए लागत कुछ इस प्रकार होगी और रोबोटिक असेंबली के लिए इस प्रकार होगी मैन्युअल के लिए एक नियत लागत लगेगी लेकिन जब आप ऑटोमेटिक करते हैं तो लागत में भारी गिरावट आती है और जब आप रोबोटिक करते हैं तो छोटे पार्ट्स के लिए यह महंगा पड़ता है और यदि प्रोडक्शन दर ज्यादा है तो फिर से लागत बढ़ जाती है तोआपको यह देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां मिलता है उसके बाद आपको आटोमेटिक असेंबली या मैन्युअल असेंबली और रोबोटिक असेंबली मे से चुनाव करना है आटोमेटिक असेंबली में नियंत्रण करने के लिए सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस PLC और कंप्यूटर् का उपयोग किया जाता है और मैनुअल असेंबली में ऐसा करने के लिए आप एक मानव का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी के या उत्तम पार्ट्स आपको आटोमेटिक असेंबली द्वारा मिलते हैं तोचलिए अब हम उत्पादन रेंज के आधार पर असेंबली के तरीको को देखते हैं यह वार्षिक उत्पादन मात्रा है यह घटकों की संख्या है यह स्पेशल पर्पस आटोमेटिक असेंबली 1 है और यह 5 है और यहां यह 100 है और यहां यह 200 है और यहां कहीं यह 500 है तो यह एक मैनुअल असेंबली हैअगर वार्षिक उत्पादन की मात्रा 100 के संदर्भ में है तो यह मैनुअल है इसलिए जब वार्षिक उत्पादन दर 200 के करीब होती है हम 1 या 2 रोबोटिक आर्म्स का उपयोग करते हैं और जब यह 500 के करीब होता है तो हम रोबोटिक्स के साथ मल्टी स्टेशन का उपयोग करते हैं जब उनकी उत्पादन दर बहुत अधिक होती है तो हम स्पेशल पर्पस आटोमेटिक मशीनों पर जाते हैं ये मशीनें एक आवश्यक भाग के लिए केवल उन कार्यों को करने के लिए कस्टम बिल्ड हैं या यह एक अनुकूलित असेंबली प्रक्रिया है इसलिए यहां हम एक विशेष उद्देश्य मशीन का उपयोग करते हैं मैनुअल में यह कार्य मानव द्वारा किया जाता है आप पांच पार्ट्स असेम्बल करने की कोशिश सकते है और कुल वार्षिक उत्पादन मात्रा 100 है जब वार्षिक उत्पादन मात्रा 200 हो तब 1 या 2 रोबोटिक आर्म्स का उपयोग कर सकते हैं जब यह 500 है तो आप इसके लिए जाते हैं जब यह इससे अधिक हो आप इसके लिए जाते हैं कृपया इस प्रकार संख्याओं पर मत जाओ यह संख्याएं आपको केवल यह महसूस कराने के लिए कि पार्ट्स की संख्या बढ़ने पर क्या होता है और जब उत्पादन दर बढ़ती है तो क्या होता है यह 100 200 500 संख्याएं आपकी समझ के लिए उपयोग में ली गई हैं तो अब हम कुछ दिशा निर्देशों पर चर्चा शुरू करेंगे जब हम मैनुअल असेंबली के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहां आपके पास एक मानव है यह उसका लेफ्ट हैंड है और यह राइट हैंड है तो आप क्या करते हैं आप पार्ट्स को कुछ दूरी पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वह इसे उठा सके और इसे अपनी असेंबली में लगाना शुरू कर सके यह आपका पार्ट है और यह ट्रे है वह इसे उठाता है और यहां रख देता है यदि प्रोडक्ट को एक्सेसिबल होना है तो उसे बैठी हुई या खड़ी अवस्था में प्रोडक्ट को उठाने के लिए पूरे हाथों को फैलाना नहीं चाहिए और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट को किसी ट्रे या कंटेनर में रखा जाना चाहिए जहां वह स्पष्ट रूप से अलग पहचाना जा सके उदाहरण के तौर पर वे एक कंटेनर का उपयोग करते हैं जो कि पीले रंग का है और पार्ट्स काले रंग के हैं यह दृश्यता के कारण अंतर है या उनके पास एक लाल रंग की ट्रे है लाल ट्रेन में काले रंग के पार्ट्स को डालते हैं क्योंकि पार्ट्स काले हैं इसलिए आसानी से दिखाई देते हैं दूसरी बात यह कि यह पहुंच में भी है तो यह भी निश्चित किया जाता है कि जब आप एक ट्रे रखते हैं तो वह थोड़ी झुकी हुई होना चाहिए ताकि गुरुत्वाकर्षण के कारण पार्ट्स नीचे की ओर बढ़ते रहें और ऑपरेटर को अपनी भुजाओं को पूर्ण रूप से फैलाना नहीं पड़ेगा इसलिए सामान्य रूप से साइकिल टाइम दो तीन मिनट का होगा एक शिफ्ट में ऑपरेटर को 100 से भी ज्यादा बार अपने लेफ्ट और राइट हैंड को चलाना पड़ता है जिससे कि काफी ज्यादा थकान हो सकती है तो ऑपरेटर अपनी दक्षता अनुसार काम करने में सक्षम नहीं होगा दूसरी बात यह है कि असेंबली टूल्स या विशेष गेज की आवश्यकता को अलग अलग घटकों को डिजाइन करके समाप्त कर दिया जाए ताकि वे स्वयं को सेल्फ एलाइनिंग और सेल्फ लोकेटिंग कर सकें ठीक है इसलिए सेल्फ एलाइनिंग और सेल्फ लोकेटिंग की बात की है इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी स्लॉट में एक पार्ट को छोड़ता हूं तो उस पार्ट को स्वयं ही उसी जगह पर स्थापित हो जाना चाहिए जहां इसे लगाया जाना है हम एक दूसरा तरीका भी उपयोग में ला सकते हैं यदि इस पार्ट को हम कहीं भी गिरा दे और कुछ छोटे कंपन का उपयोग कर और यह स्वयं अपने नियत स्थान पर स्थापित हो जाए तो इस तरीके से हम असेंबली टूल्स की आवश्यकताओं को समाप्त कर सकते हैं असेंबली टूल्स की आवश्यकताओं को समाप्त करने की बजाय इसे गुरुत्वाकर्षण द्वारा करने की कोशिश की जाना चाहिए यदि संभव हो तो पार्ट्स की संख्याओं को कम से कम रखने की कोशिश करना चाहिए उदाहरण के लिए मान लो आपके पास 20 पार्ट्स हैं एक स्क्रू के ऊपर जब एक नटको लगाया जाएगा तब यह एक प्रोडक्ट का रूप लेगा ऐसा करने की बजाय एक स्क्रु और एक नट को एक अभिन्न अंग के रूप में बनाने की कोशिश करें तो दो पार्ट्स को एक में बदल दिया जाता है और यदि आप पार्ट्स की संख्याओं को कम कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करने के लिए मजबूर है तो आप दो भागों को असेंबल करने की कोशिश करें बजाए की अलग अलग पार्ट के रूप में बनाए और इनकी सबअसेंबली बनाने की कोशिश कीजिए ताकि यह सब असेंबली ठीक स्थान पर लगाई जा सके और आप पार्ट बना सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मल्टी पर्पस कंपोनेंट का उपयोग किया जा सकता है जोकि एकल कंपोनेंट होता है और कई कार्य एक साथ कर सकता है उदाहरण के लिए आप फासनिंग के लिए एक पार्ट का प्रयोग कर सकते हैं और उसी पार्ट का उपयोग शक्ति और सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं यदि संभव हो तो आपको ऐसा करना चाहिए फिर अतिरिक्त पार्ट्स को खत्म करने की कोशिश करें और यदि कार्यप्रणाली अनुसार संभव हो तो दो या दो से अधिक पार्ट्स को एक पार्ट बनाएं यही बात मैं आपको दूसरे बिंदु में भी बताने की कोशिश कर रहा था जो मैंने यहां बताया तो इस दूसरे भाग में हमने किसी विशेष पार्ट को किस तरह से सेल्फ अलाइनिंग और सेल्फ लोकेट किया जा सकता है यहां हमने देखा कि इंडिविजुअल पार्ट्स सब असेंबली बनाते हैं और सब असेंबली असेंबली बनाती हैं पार्ट्स की संख्याओं को कम करना चाहिए और असेंबली में पार्ट्स को पुनर्स्थापित करना चाहिए तो यहाँ वे भेजते हैं अलग अलग हिस्से सबअसेम्बली बनाते है असेंबली प्रक्रिया के दौरान पुर्जों क पुनर्विन्यास कम से कम रखना चाहिए या शुन्य कर देना चाहिए आपको यह सुनिश्चित करना है कि पार्ट्स को जोड़ने की प्रक्रिया आसान हो और एक ही दिशा में हो आप हमेशा किसी पार्ट की असेंबली को ऊर्ध्वाधर तल पर कर सकते हैं जैसा कि कार में करते हैं लेकिन जब पार्ट्स की संख्या ज्यादा होती हैऔर पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं तथा मैन्युअल असेंबली करना हो तब हम हमेशा क्षितिज प्रकार की असेंबली को प्राथमिकता देते हैं उदाहरण के लिए हम प्रोडक्ट को क्षितिज रखते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हम सभी पार्ट्स को प्रोडक्ट में लगाते चलते हैं तो असेंबली क्षितिज में की जाती है और एक ही दिशा में की जाती है जब हम आटोमेटिक असेंबली लाइन की बात करते हैं तो पहला दिशानिर्देश यह होता है कि फीड के दौरान पार्ट्स की टेंगलिंग नेस्टिंग और शिंगलिंग होने की संभावनाओं को दूर किया जाए उदाहरण के तौर पर जब हम फिट कराने की कोशिश करते हैं तो उसे ऑटोमेटिक असेंबली कहा जाता है तो जवाब आटोमेटिक असेंबली करने का प्रयास करते हैं आप एक मानव को प्रतिस्थापित करते हैं तो जब आप मानव को प्रतिस्थापित करते हैं तो जो पार्ट ट्रे में रखा हुआ है उसे शूट या कन्वेयर के माध्यम से आना चाहिए इसे लगातार फीड कर आना पड़ता है जब आप लगातार फीडींग कराते हैं तो एक व्यक्ति एक के बाद एक लगातार नहीं गिरा सकता है तो हम क्या करते हैं यदि हम एक होपर में 100 या 1000 पार्ट्स गिरा देते हैं फिर वहां से सूट के द्वारा पार्ट्स आगे बढ़ते जाते हैं तो हमने क्या कहा जब पार्ट्स आगे बढ़ते हैं तो उन्हें टेंगल्ड नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें नेस्टेड होना चाहिए टेंग्लिंग और नेस्टिंग क्या है एक दूसरे के साथ लॉक होना टेंग्लिंग और नेस्टिंग कहलाता है तो यदि एक बार टेंगल हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है पार्ट आगे नहीं बढ़ेगा और असेंबली लाइन बंद हो जाएगी तो अब आप क्या करते हैं तो आप इस प्रकार की डिजाइन सुनिश्चित करते हैं जिससे की पार्ट्स लॉक ना हो पाए उदाहरण के तौर पर आपके पास इस प्रकार की एक स्प्रिंग हो सकती है या इस प्रकार का एक वॉशर हो सकता है आपके पास इस प्रकार का एक वाशर है यह इसका स्टार्ट पॉइंट है और यह इसका एंडप्वाइंट है तो यहां टेंग्लिंग होने की संभावना है तो वे इस प्रकार से एक वॉशर बनाने की सलाह देते हैं तो जब आप इसे इस प्रकार से बनाते हैं तो यह पार्ट इस पार्ट के ऊपरी सिरे को छूता है या इस शहर की यह भुजा इस सतह के निचले सिरे को छूती है तो जब यह हो जाता है तो यह सुनिश्चित करता है कि टेंग्लिंग नहीं हो सकती है तो यह कुछ डिजाइन में बदलाव है जो की वाशर में किए जाते हैं ताकि इसे आटोमेटिक असेंबली में उपयोग किया जा सके असेंबलीज का रीओरियंटेशन करने से जितना ज्यादा हो सके बचना चाहिए क्योंकि ऐसे कदम के लिए आपको अलग से एक वर्क स्टेशन या मशीनें चाहिए होगी जो की लागत को बढ़ाएंगे तो असेंबली के पार्ट्स का पुनःविन्यास हो गया है फिर आप असेंबली के किसी दूसरे पार्ट को किसी अन्य दिशा में लगाना चाहते हैं फिर तीसरी दिशा में लगाना चाहते हैं कृपया इससे बचने की कोशिश कीजिए फीडर से आने वाले पार्ट्स को कम से कम समय में सही जगह पर अभिविन्यासित करके ऑटोमेशन के अनुरूप पार्ट्स को डिजाइन किया जाना चाहिए एक बार पार्ट फीडर से गिर जाने के बाद तुरंत ही असेंबली प्रारंभ हो जाती है ऐसे पार्ट्स जो कि कम गुरुत्वाकर्षण केंद्र के साथ डिजाइन किए जाते हैं उनमें फीड किए जाने की नैसर्गिक क्षमता होती है गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कम से कम रखने की कोशिश की जाना चाहिए ताकि पार्ट सही जगह पर फीड किया जा सके और असेंबली प्रारंभ की जा सके जब हम रोबोटिक असेंबली की बात करते हैं कई रोबो मैनिपुलेटर्स में खराब पुनरावृत्तियां होती है रोबोमैटिक मैनिपुलेटर कुछ नहीं है आपके हाथ के जैसा ही है जिसमें तीन अभिविन्यास होते हैं पिचिंग याइंग और रोलिंग हमारे मानवीय हाथ में पुनरावृत्ति विश्वसनीयता और संवेदनशीलता होती है क्योंकि इसमें कई प्रकार के सेंसर होते हैं और हर लिंक को अलग अलग मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है लेकिन जब आप एक मानव हाथ की नकल करने की कोशिश करते हैं और इसे एक रोबो मैनिपुलेटर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं तो रिपीटेबिलिटी हमेशा एक प्रश्न होता है रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि पार्ट्स को पहली बार दूसरी बार पांचवी बार और फिर कई बार ठीक उसी जगह पर गिराना जहां पर उसने पहली बार गिराया था जो कि बहुत मुश्किल कार्य होता है क्योंकि यह कई मोटरों की श्रंखला द्वारा जुड़ा होता है तो खराब पुनरावृति रोबोट असेंबली का एक फायदा या नुकसान है यह जानते हुए आपको एक कंट्रोलर का उपयोग करना पड़ता हैया आप एक कंट्रोलर जोड़ते हैं और व्यवस्थित रूप से त्रुटि को दूर करते हैं जो भी हो आप को हर बार इससे करना पड़ता हैऔर हर बार इसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है बार बार कैलिब्रेशन की अवस्था को देखना पड़ता है तो यह त्रुटि सिग्नल देता है और फिर उसे अपने सही स्थान पर पहुंचा देता है इसलिए खराब पुनरावृत्ति के संदर्भ में लिप लीड और चैंफर असेंबली जैसी विशेषताएं बहुत अधिक महत्त्व रखती है इसका मतलब है कि किनारों पर तेज धार होने की बजाए किनारों को थोड़ा गोल बनाया जाना चाहिए तो आप देखते हैं यहां पर गोलाई की जा रही है और यहां पर चेंफरिंग की जा रही है तो यह सब चीजें इसलिए की जा रही है कि यह सही जगह पर चला जाए और आसानी से स्थापित हो जाए तो पथ डिजाइन को बदलना पड़ेगा ठीक है डिजाइन घटकों को इस प्रकार बनाना पड़ेगा यह सभी एक ही ग्रिपर के द्वारा पकड़े जा सके और स्थापित किया जा सके तो इस हिस्से को या व्यास को लगभग सभी पार्ट्स के लिए समान होना चाहिए ताकि ग्रिपर इसेआसानी से पकड़ सके और छोड़ सके डिजाइन फॉर असेंबली के लिए मूल्यांकन की विधियों में से कुछ हे जैसेहिताची असेंबली वैल्यूएशन मेथड है जो कि जापान की डीएफए डिजाइन फॉर असेंबली विधि है और यह विधि टाइम मेजरमेंट मापक आधारित विधि है जो एमटीएम है और कुछ नहींतो इस पाठ्यक्रम में कई मूल्यांकन विधियां है लेकिन हम इनमें से सिर्फ तीन पर चर्चा करेंगे जो कि उद्योगों में काफी प्रमुखता से उपयोग की जाती है तो हिताची असेंबली मूल्यांकन विधि इसमें तीन ब्लॉक्स होते हैं तो यह प्रोडक्ट डिजाइन का चरण है तो हम यहां क्या करते हैं यहां हम एक ऑटोमेटिक असेंबली के लिए प्रोडक्ट अवधारणा ड्राइंग तैयार कर लेते हैं उत्पाद डिजाइन चरण में क्या किया जाता है पहले पार्ट ड्राइंग तैयार की जाती है फिर प्रोडक्ट ड्राइंग तैयार की जाती है और उसके बाद प्रोटोटाइप बनाया जाता है और अंतिम है नमूना प्राप्त करना और अगला है असेंबलीटी मूल्यांकन हम इसमें क्या करते हैं हम यहां असेंबली ऑपरेशन के कठिनाई के स्तर को देखते हैं फिर हम असेंबली एबिलिटी मूल्यांकन अंकन करते हैं फिर हमें अनुमानित असेंबली लागत प्राप्त हो जाती है तो यह असेंबलेबिलिटी मूल्यांकन है फिर हम क्या करते हैं हम तुलना करने का प्रयास करते हैं डिजाइनों की विभिन्न अवधारणाओं की तुलना करते हैं यह पुनर्मूल्यांकन के बाद है फिर आप वैकल्पिक समाधान निकालने के लिए क्या देखते हैं आप अन्य कंपनियों के उत्पादों के साथ तुलना करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं हम प्रोडक्ट असेंबलेबिलिटी रैंकिंग करने का विचार करते हैं तो पहला है सुधार के लिए पांच बिंदुओं की पहचान करना फिर इसे खत्म किया जाता है या सुधारों के प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है फिर अंतिम बिंदु फिर आपके पास डिजाइन सुधार की सुविधा होगी और यह प्रक्रिया एक पुनरावृत प्रक्रिया है जो इस डिजाइन सुधार की तरह चलती है तो इस प्रकार से हिताची असेंबलेबिलिटी मूल्यांकन पद्धति कार्य करती है पहले हम उत्पाद डिजाइन चरण को देखते हैं फिर हम असेंबलेबीलिटी मूल्यांकन पर जाते हैं फिर हम तुलना करते हैं तुलना करने में हम केवल पार्ट के या केवल उत्पाद के भीतरी हिस्से को नहीं देखते हैं हम समान उत्पाद को भी देखते हैं जो भी उसमें है समान है वह देखते हैं या फास्टनिंग का तरीका समान है यह देखते हैं या और कुछ समान है वह देखते हैं और उसी से तुलना करते हैं रैंकिंग करते हैं और फिर से प्रोडक्ट डिजाइन चरण पर जाते हैं और फिर से इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं यही प्रक्रिया दोहराते जाते हैं यह एक बहुत ही जटिल कार्य होता है जिसमें बहुत सी पूंजी और दक्षता शामिल होती है तो यहां आप अपने उत्पाद के भीतर ही नहीं देखते है आप उत्पादों के अंदर ही अन्य उत्पादों के साथ तुलना करते है साथ ही साथ बाजार में उपलब्ध समान उत्पादों के साथ तुलना करते हैं और सर्वश्रेष्ठ चुनने की कोशिश करते हैं यह बेंचमार्किंग करने जैसा ही होता है आपने जो कुछ किया है उसे 10 अंकों के पैमाने पर वरीयता दे दी जाती हैं यह काफी महत्वपूर्ण होता है रैंकिंग के बाद जहां पर भी सामान असेंबली हो रही होती है उसे देखते हैं बिजनेस में समान उत्पाद में देखते हैं फिर आपको अपना प्रसार थोड़ा बढ़ाना होगा और यह देखना होगा कि यह किसी अन्य पदार्थ पर किस तरीके से किया जा सकता है उदाहरण स्वरुप यह प्लास्टिक पर कैसे किया जा सकता है यहां यह सिरेमिक पर कैसे किया जा सकता है यह धातुओं पर किस प्रकार किया जा सकता है और इस प्रकार की सभी चीजें देखना चाहिए यह अन्य उद्योगों पर किस प्रकार से किया जा सकता है हवाई जहाज उद्योग से लेकर वाहन उद्योग तक और घरेलू से व्यवसायिक उद्योगों तक किस प्रकार किया जा सकता है तो इस प्रकार से आप डिजाइन की तुलना करते हैं उसमें सुधार करते हैं और फिर से डिजाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं जाते हैं जब आप लुकास डीएफए विधि के बारे में बात करते हैं तो यह प्रक्रिया नीचे दिए गए चरणों का पालन करती है पहला है प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट एनालिसिस उसके बाद फंग्शनल एनालिसिस यू फर्स्ट लुकास एनालिसिस यदि विश्लेषण में कोई समस्या होती है तो फिर से दूसरे चरण पर जाते हैं उसके बाद फील्डिंग एनालिसिस फिर उसके बाद आपके पास है फिटिंग एनालिसिस फीर मूल्यांकन और यदि विश्लेषण में किसी समस्या की पहचान होती है तो उसके बाद फिर से दूसरे चरण पर जाते हैं तो इस प्रकार से लुकास में प्रोडक्ट डिजाइन होता है प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन कस्टमर की आवाज से आता है मेरा आप सभी से एक दिलचस्प असवार है जो इस पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं क्या इसे मैं कस्टमर की आवाज कहने की बजाय कस्टमर का शोर कह सकता हूं जैसा कि मैंने सोचा आप ठीक है तो यह प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन है उसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस फिर फंग्शनल एनालिसिस आता है फिर आप मैन्युफैक्चरिंग एनालिसिस करते हैं फिर यह हैंडलिंग एनालिसिस में विभक्त हो जाता है जिसमें हम देखेंगे कि किसी पार्ट को किस प्रकार से संभाला जाता है फिर यह ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन एनालिसिस होने वाला है हमारे पास फिटिंग एनालिसिस है यह फिटिंग एनालिसिस को जाता है फिर यह इनसर्सन फिक्सिंग में जाता है फिर हमें रिजल्ट मिलता है ठीक है तो हमें रिजल्ट से उत्पादन मिलता है जहां से यह प्रोडक्ट डिजाइन में जाता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है जिसका कि इससे संबंध होता है फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद मै इसे ऐसा रख सकता हूँ मैं यह कह सकता हूं कि यह रेखा यहां और यहां जाती है तो मैं इस ड्राइंग को बदल सकता हूं और मैं इसे ऐसे और ऐसे बना सकता हूं तो यहां आपके पास हीच एनालिसिस और ऑटोमेशन एनालिसिस है आप इसे हम ऐसे कर सकते हैं यह दो बिंदु यहां जोड़ सकते हैं यह कुछ नहीं है यह लुकास डीएफए मूल्यांकन विश्लेषण है हमने सबसे पहले देखा प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट एनालिसिस फिर हम फंक्शनल एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस में हम देखते हैं न सिर्फ उत्पाद बल्कि अलग अलग पार्टस भी किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे निर्मित हो रहे हैं निर्माण में आसानी क्या है फिर हम हैंडलिंग के बारे में बात कर सकते हैं और फिर हम ऑटोमेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं हम पार्ट ऑटोमेशन में हैंडलिंग के बारे में बात कर सकते हैं फिर फिक्सिंग और इंसर्टिंग और उसके बाद परिणाम की बात कर सकते हैं तो यह असेंबली मूल्यांकन पद्धति के लिए लुकास डिजाइन है समय मापन मानकों के आधार पर आधारित विधि एक बेहतर कार्यप्रणाली में विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है जैसे वजन आकार असेंबल किए जा रहे घटकों का आकार समान उत्पादों की संख्या के आधार पर एक विशेष समय सीमा के भीतर असेंबल किए जा रहे असेंबलिंग कार्य की आवृत्ति व्यक्तिगत आवश्यकता पोस्टुरल आवश्यकता सामग्री से निपटने की आवश्यकता घटक तैयार करने की आवश्यकता तो इन सभी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है पहले इसे रिकॉर्ड किया जाता है और फिर वे जो भी करते हैं वह उसे छोटी घटनाओं में विभाजित करने का प्रयास करते है और फिर वे सभी प्रकार की घटनाओं को समायोजित करने की कोशिश करते हैं और प्रत्येक घटना के लिए वे साइकिल टाइम की गणना करने की कोशिश करते है और इसके साथ मेथड टाइम मेजरमेंट किया जाता है और यह डिजाइन फॉर असेंबली के लिए एक मूल्यांकन विधि भी है तो आप यहां देख सकते हैं तो यह विधि है जो कि मेथड टाइम मेजरमेंट पर आधारित है मेथड ऑफ़ टाइम कैलकुलेशन स्टॉपवॉच समय का अध्ययन करती है जो कि इस पुनरुत्पन्न योग्य विधि का वर्णन 50 प्रतिशत है फिर यूनिक मेथड टाइम रिलेशनशिप 50 प्रतिशत है विधि की एडवांस प्लानिंग ऑफ़ मेथड और टाइम 50 प्रतिशत है इंटरनेशनल रेकग्निजिड टाइम्स स्टैण्डर्ड यह इसके लिए उपयुक्त नहीं है यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है तो आप कह सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोड्यूसिबल वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा है यह बहुत ही उपयुक्त विधि है और यूनिक मेथड टाइम रिलेशनशिप के लिए यह वीडियो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया 75 प्रतिशत है फिर मेथड स्टडी के लिए एडवांस प्लानिंग का उपयोग 25 प्रतिशत तक किया जा सकता है और इंटरनेशनल रेकग्निजिड टाइम्स स्टैण्डर्ड इसकी उपयुक्तता बहुत कम है तो यह विभिन्न तरीकों को बताने की कोशिश करेगा जिसमें स्टॉपवॉच अध्ययन गतिविधि नमूनाकरण आत्म रिकॉर्डिंग की गणना की जाती है इसका मतलब है कि आपके पास हेलमेट के ऊपर एक कैमरा हो सकता है फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की तुलना किताबों में उपलब्ध मानक डेटा के साथ कर के अनुमान लगा सकते हैं और फिर MTM स्टडी मेथड और टाइम मेज़रमेंट स्टडी पुनरुत्पन्नता प्रस्तुत करने का प्रयास करती है यह समय संबंध है यह बहुत अच्छी अग्रिम योजना के तरीके हैं जो हमारी मदद कर सकते है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समय मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है तो यह डिज़ाइन फॉर असेंबली है एक और तकनीक जिसका हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम यहां रुकेंगे हम अगली कक्षा में इसे जारी रखेंगे